एक पेटेंट खोज का आदेश देने के कारण चूंकि एक पेटेंटबिलिटी की खोज यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि पेटेंट फाइल करना है या नहीं एक पेटेंट खोज का आदेश देने के कारण चूंकि एक पेटेंटबिलिटी की खोज यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि पेटेंट फाइल करना है या नहीं आपके पास पेटेंटबिलिटी सर्च का आदेश देने के लिए कम से कम 5 कारण हो सकते हैं आपके पास पेटेंटबिलिटी सर्च का आदेश देने के लिए कम से कम 5 कारण हो सकते हैं पहला कारण लागत है पहला कारण लागत है पेटेंट आवेदन दाखिल करने की लागत की तुलना में पेटेंटैबिलिटी सर्च बनाने की लागत बहुत कम है पेटेंट आवेदन दाखिल करने की लागत की तुलना में पेटेंटैबिलिटी सर्च बनाने की लागत बहुत कम है पेटेंट की खोज आपको अनुदान प्राप्त करने की संभावना के रूप में एक संकेत देती है पेटेंट की खोज आपको अनुदान प्राप्त करने की संभावना के रूप में एक संकेत देती है तो यह एक कलाई का जोखिम को कम करने के प्रयास की तरह है तो यह एक कलाई का जोखिम को कम करने के प्रयास की तरह है पेटेंट करने योग्य खोज उत्पन्न करने से आपको पता चल जाएगा कि पेटेंट मिलने की संभावना क्या है पेटेंट करने योग्य खोज उत्पन्न करने से आपको पता चल जाएगा कि पेटेंट मिलने की संभावना क्या है इसलिए यदि आप एक भारी भीड़ वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां अन्य पेटेंट हैं या यदि आपका आविष्कार एक ऐसा आविष्कार है जिसे पेटेंट कानून में कुछ आपत्तियों या अपवादों के कारण पेटेंट नहीं दिया जाएगा इसलिए यदि आप एक भारी भीड़ वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां अन्य पेटेंट हैं या यदि आपका आविष्कार एक ऐसा आविष्कार है जिसे पेटेंट कानून में कुछ आपत्तियों या अपवादों के कारण पेटेंट नहीं दिया जाएगा यदि आप पेटेंट दाखिल करें और तब कार्यालय की आपत्तियों के माध्यम से पता चले कि आपके अविष्कार का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है तो ऐसा करने की बजाय आप पेटेंट करने योग्य खोज करके बहुत अधिक बचत करेंगे यदि आप पेटेंट दाखिल करें और तब कार्यालय की आपत्तियों के माध्यम से पता चले कि आपके अविष्कार का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है तो ऐसा करने की बजाय आप पेटेंट करने योग्य खोज करके बहुत अधिक बचत करेंगे तोइसमें एक लागत कारक शामिल है तोइसमें एक लागत कारक शामिल है यह पहला कारण है कि आप लागत को बचाने के लिए पेटेंट खोज को संलग्न या ऑर्डर करेंगे यह पहला कारण है कि आप लागत को बचाने के लिए पेटेंट खोज को संलग्न या ऑर्डर करेंगे दूसरा कारण यह है कि एक पेटेंटबिलिटी खोज जो एक रिपोर्ट उत्पन्न करती है वह आपको एक बेहतर आवेदन तैयार करने में मदद कर सकती है दूसरा कारण यह है कि एक पेटेंटबिलिटी खोज जो एक रिपोर्ट उत्पन्न करती है वह आपको एक बेहतर आवेदन तैयार करने में मदद कर सकती है ड्राफ्टिंग में सुधार किया जा सकता है क्योंकि एक बार जब आप एक पेटेंटबिलिटी खोज उत्पन्न करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आविष्कार की विशेषताएं क्या हैं ड्राफ्टिंग में सुधार किया जा सकता है क्योंकि एक बार जब आप एक पेटेंटबिलिटी खोज उत्पन्न करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आविष्कार की विशेषताएं क्या हैं हमने हमारे पिछले पाठों में पहले ही चर्चा की थी कि कौन सी आविष्कारशील विशेषताएं हैं जो पेटेंट योग्य हो सकती हैं हमने हमारे पिछले पाठों में पहले ही चर्चा की थी कि कौन सी आविष्कारशील विशेषताएं हैं जो पेटेंट योग्य हो सकती हैं क्योंकि पूर्व कला खोज या खोज रिपोर्ट आपको एक समान प्रकृति के पहले के आविष्कार बताएगी और यह भी बताएगी कि उन आविष्कारों की क्या विशेषताएं थीं जो पेटेंट योग्य थीं क्योंकि पूर्व कला खोज या खोज रिपोर्ट आपको एक समान प्रकृति के पहले के आविष्कार बताएगी और यह भी बताएगी कि उन आविष्कारों की क्या विशेषताएं थीं जो पेटेंट योग्य थीं यह रिपोर्ट आपको पेटेंट योग्यगैर पेटेंट योग्य या तुच्छ विशेष्ताओं को निर्धारित करने में मदद करेगी यह रिपोर्ट आपको पेटेंट योग्यगैर पेटेंट योग्य या तुच्छ विशेष्ताओं को निर्धारित करने में मदद करेगी

यह आलेखन में महत्वपूर्ण है यह आलेखन में महत्वपूर्ण है इसलिए ऐसे मामलों में जहां पेटेंट अटॉर्नी तैयार करने में एक और फायदा भी है इसलिए ऐसे मामलों में जहां पेटेंट अटॉर्नी तैयार करने में एक और फायदा भी है किसी आवेदन को तैयार करने में यदि पूर्व कला के कुछ भाग हैं जिन्हें आपके पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपण करते समय आपके पेटेंट आवेदन में पुन प्रस्तुत किया जा सकता है किसी आवेदन को तैयार करने में यदि पूर्व कला के कुछ भाग हैं जिन्हें आपके पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपण करते समय आपके पेटेंट आवेदन में पुन प्रस्तुत किया जा सकता है आप उचित संदर्भ देकर उन पूर्व कला संदर्भों को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और वह आलेखन में बहुत समय और प्रयास बचा सकता है आप उचित संदर्भ देकर उन पूर्व कला संदर्भों को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और वह आलेखन में बहुत समय और प्रयास बचा सकता है इसलिए अगर पूर्व कला प्रकटीकरण हैं जो आपके आविष्कार के लिए एक पृष्ठभूमि बनाते हैं तो आप अन्य पेटेंट आवेदनों से उनका उपयोग कर सकते हैं बशर्ते आप इसका संदर्भ दें इसलिए अगर पूर्व कला प्रकटीकरण हैं जो आपके आविष्कार के लिए एक पृष्ठभूमि बनाते हैं तो आप अन्य पेटेंट आवेदनों से उनका उपयोग कर सकते हैं बशर्ते आप इसका संदर्भ दें तीसरा कारण वाणिज्य से संबंधित कारण हो सकता है तीसरा कारण वाणिज्य से संबंधित कारण हो सकता है लोग क्षेत्र में एक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए पेटेंट फाइल कराते हैं लोग क्षेत्र में एक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए पेटेंट फाइल कराते हैं एक पूर्व कला रिपोर्ट या एक पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट आपको बताएगी कि क्या आप पेटेंट दर्ज करके विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं एक पूर्व कला रिपोर्ट या एक पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट आपको बताएगी कि क्या आप पेटेंट दर्ज करके विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं यह आपको यह भी बता सकता है कि विकल्प क्या हैं या क्या संभव तरीके हैं जिनसे एक आविष्कार विकल्पों के माध्यम से पार पा सकता है यह आपको यह भी बता सकता है कि विकल्प क्या हैं या क्या संभव तरीके हैं जिनसे एक आविष्कार विकल्पों के माध्यम से पार पा सकता है यह एक पेटेंट प्राप्त करने का या अन्य लोगों द्वारा आपके आविष्कार की नकल की संभावना का अवसर देता है क्योंकि अगर यह एक भीड़ भरा क्षेत्र है तो यह बहुत संभव है कि एक प्रतियोगी किसी अन्य आविष्कार से और किसी अन्य प्रदत पेटेंट से छूट ले कर उत्पाद के साथ बाजार में आ सकता है यह एक पेटेंट प्राप्त करने का या अन्य लोगों द्वारा आपके आविष्कार की नकल की संभावना का अवसर देता है क्योंकि अगर यह एक भीड़ भरा क्षेत्र है तो यह बहुत संभव है कि एक प्रतियोगी किसी अन्य आविष्कार से और किसी अन्य प्रदत पेटेंट से छूट ले कर उत्पाद के साथ बाजार में आ सकता है तो एक पेटेंट प्राप्त करने की संभावना के साथ साथ आपके आविष्कार के लिए एक विशेष बाज़ार प्राप्त करने की संभावना वाणिज्यिक कारण होंगे जो पेटेंट खोज से आएंगे तो एक पेटेंट प्राप्त करने की संभावना के साथ साथ आपके आविष्कार के लिए एक विशेष बाज़ार प्राप्त करने की संभावना वाणिज्यिक कारण होंगे जो पेटेंट खोज से आएंगे क्योंकि पेटेंट दाखिल करने में पैसे के लिहाज से पर्याप्त निवेश शामिल होता है एक पेटेंट रिपोर्ट आपको बता सकती है कि क्या आपको यह आविष्कार करना है क्योंकि पेटेंट दाखिल करने में पैसे के लिहाज से पर्याप्त निवेश शामिल होता है एक पेटेंट रिपोर्ट आपको बता सकती है कि क्या आपको यह आविष्कार करना है एक पेटेंट में पर्याप्त निवेश शामिल होता है और यदि आविष्कारक के लिए आविष्कार का मूल्य महत्वपूर्ण है तो हो सकता है कि आविष्कारक एक पेटेंट खोज से परे जाए और वैधता खोज या वैधता अध्ययन के लिए चयन करें एक पेटेंट में पर्याप्त निवेश शामिल होता है और यदि आविष्कारक के लिए आविष्कार का मूल्य महत्वपूर्ण है तो हो सकता है कि आविष्कारक एक पेटेंट खोज से परे जाए और वैधता खोज या वैधता अध्ययन के लिए चयन करें इन 2 रिपोर्टों के बीच अंतर को हम पहले ही सामने ला चुके हैं इन 2 रिपोर्टों के बीच अंतर को हम पहले ही सामने ला चुके हैं चौथा कारण एक पेटेंट रिपोर्ट हो सकता है जो अभियोजन प्रतिरोधी इतिहास से बचने में मदद कर सकती है चौथा कारण एक पेटेंट रिपोर्ट हो सकता है जो अभियोजन प्रतिरोधी इतिहास से बचने में मदद कर सकती है अभियोजन का प्रतिरोधी इतिहास यह है कि अभियोजन के दौरान आप एक पूर्व कला से बचने के लिए दावा छोड़ सकते हैं या आप दावे को कम कर सकते हैं अभियोजन का प्रतिरोधी इतिहास यह है कि अभियोजन के दौरान आप एक पूर्व कला से बचने के लिए दावा छोड़ सकते हैं या आप दावे को कम कर सकते हैं अब जब आप किसी दावे को संकुचित करते हैं तो समतुल्यता के सिद्धांत जैसे कुछ सिद्धांत हैं जो कि अभियोजन के दौरान एक दावे को संकुचित करने पर आवेदन नहीं लेंगे अब जब आप किसी दावे को संकुचित करते हैं तो समतुल्यता के सिद्धांत जैसे कुछ सिद्धांत हैं जो कि अभियोजन के दौरान एक दावे को संकुचित करने पर आवेदन नहीं लेंगे इस तुल्यता के सिद्धांत का एक सीमित अनुप्रयोग होगा इस तुल्यता के सिद्धांत का एक सीमित अनुप्रयोग होगा एक पूर्व कला खोज करके और एक पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट तैयार करके आप समझेंगे कि कैसे इस तरह से एक दावे का मसौदा तैयार किया जाए ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें या भविष्य के संशोधन से खुद को सुरक्षित रख सकें एक पूर्व कला खोज करके और एक पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट तैयार करके आप समझेंगे कि कैसे इस तरह से एक दावे का मसौदा तैयार किया जाए ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें या भविष्य के संशोधन से खुद को सुरक्षित रख सकें यह कैसे किया जाता है यह कैसे किया जाता है यह पेटेंट खोज के माध्यम से क्षेत्र को समझ कर किया जाता है यह पेटेंट खोज के माध्यम से क्षेत्र को समझ कर किया जाता है तो यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में फेस्टो मामले में स्थापित किया गया था तो यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में फेस्टो मामले में स्थापित किया गया था इसलिए एक पेटेंट रिपोर्ट आपको भविष्य में संशोधन से बचने में मदद कर सकती है और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है भविष्य में संशोधन अभियोजन पक्ष पर प्रतिरोधी द्वारा प्रहार हो सकता है जिससे यदि आप अभियोजन के दौरान कुछ छोड़ देते हैं तो व्यापक व्याख्या का लाभ जिसे समतुल्यता का सिद्धांत कहा जाता हैवह पेटेंट आवेदक तक नहीं विस्तारित होगा इसलिए एक पेटेंट रिपोर्ट आपको भविष्य में संशोधन से बचने में मदद कर सकती है और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है भविष्य में संशोधन अभियोजन पक्ष पर प्रतिरोधी द्वारा प्रहार हो सकता है जिससे यदि आप अभियोजन के दौरान कुछ छोड़ देते हैं तो व्यापक व्याख्या का लाभ जिसे समतुल्यता का सिद्धांत कहा जाता हैवह पेटेंट आवेदक तक नहीं विस्तारित होगा पांचवां कारण यह हो सकता है कि पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि विदेशी आवेदन फाइल करना है या नहीं पांचवां कारण यह हो सकता है कि पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि विदेशी आवेदन फाइल करना है या नहीं आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को दाखिल करने की लागत बहुत अधिक है आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को दाखिल करने की लागत बहुत अधिक है इसलिए एक पेटेंट रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपत्ति आने की संभावना क्या है इसलिए एक पेटेंट रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपत्ति आने की संभावना क्या है क्योंकि आपके द्वारा खोजकर्ता को दिए गए जनादेश के आधार पर पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट उन न्यायालयों की भी खोज कर सकती है जहाँ आप अंततः प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि आपके द्वारा खोजकर्ता को दिए गए जनादेश के आधार पर पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट उन न्यायालयों की भी खोज कर सकती है जहाँ आप अंततः प्रवेश करना चाहते हैं